इसलिए जिस ऑपरेशन को हम किसी डायरेक्टरी में कर सकते हैं वह है सबसे अधिक बार किया जाने वाला ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन हम एक डायरेक्टरी में एक फ़ाइल को खोज रहे हैं इसलिए यह एक ऑपरेशन है जब हम एक फ़ाइल बनाते हैं तो प्रविष्टि को उस डायरेक्टरी में बनाना पड़ता है जो यह फ़ाइल बनाई गई है इसी तरह हम किसी फ़ाइल को हटाना चाहते हैं जब कोई फ़ाइल हटा दी जाती है डायरेक्टरी प्रविष्टि को हटाना होगा हम डायरेक्टरी की एक सूची प्राप्त करना चाहते हैं ताकि इस निर्देशिका के भीतर मौजूद सभी फाइलों और डायरेक्टरी को दिखाया जा सके कभी कभी हम एक फ़ाइल का नाम बदलना चाहते हैं अगर हम फ़ाइल का नाम बदल देते हैं तो डायरेक्टरी प्रविष्टि बदल जाएगी और साथ ही आप फ़ाइल सिस्टम को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो यह पुनरावर्ती हो सकता है यदि सभी उप डायरेक्टरी के माध्यम से जा रहे हैं जो हमारे पास एक डायरेक्टरी और इस तरह से हैं तो ये ऐसे ऑपरेशन हैं जो डायरेक्टरी पर किए जाते हैं तो इस डायरेक्टरी संरचना को कैसे व्यवस्थित करें इसलिए कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए डायरेक्टरी को लॉजिकल रूप से व्यवस्थित किया जाता है क्योंकि हमें फ़ाइल का शीघ्रता से पता लगाना है नामकरण किया जाता है ताकि यह उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक हो इसलिए दो उपयोगकर्ताओं का अलग अलग फ़ाइलों के लिए एक ही नाम हो सकता है ठीक है तो इस तरह से अगर वे एक ही डायरेक्टरी पर हैं तो यह भ्रम पैदा करेगा यदि वे दो अलग अलग डायरेक्टरी पर हैं तो हम उन्हें आसानी से ढूँढ सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं एक ही फ़ाइल के कई अलग अलग नाम हो सकते हैं इसलिए अलग अलग उपयोगकर्ताओं से यह हो सकता है कि उनका मतलब एक ही फ़ाइल से हो लेकिन वे फ़ाइलों को अलग अलग नाम देते हैं ताकि यह भी संभव हो इसलिए हमारे पास दो तरह की फाइलें होनी चाहिए जैसे कि एक ही नाम दिया गया है और एक ही फाइल को दो अलग अलग नाम दिए गए हैं ताकि दोनों को सपोर्ट किया जा सके फिर समूह बनाना यह गुणों द्वारा फाइलों का लॉजिकल समूहन है उदाहरण के लिए सभी प्रकार के सभी जावा प्रोग्राम सभी गेम इसलिए हम उन्हें किसी न किसी प्रारूप कुछ लिस्टिंग में समूहित करना पसंद कर सकते हैं तो एकल स्तर डायरेक्टरी तो यहां यह सबसे सरल संभव संगठन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं हमें उन सभी फाइलों की एक सूची मिली है जो सिस्टम में हैं और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए और फिर प्रत्येक प्रविष्टि के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस एकल स्तर डायरेक्टरी के लिए इसी सूचक समस्या यह है कि तब एक नामकरण समस्या है क्योंकि मेरे पास डेटा के समान नाम वाली कोई अन्य फ़ाइल नहीं हो सकती क्योंकि पहले से ही एक फ़ाइल है जिसे डेटा कहा जाता है इसलिए नामकरण का समस्या है समूहीकरण की समस्या इसलिए भी है क्योंकि मुझे बहुत आसानी से पता नहीं चल सकता है कि कौन सी फाइलें हैं C प्रोग्राम्स को मान लीजिए क्योंकि यह संभव नहीं है क्योंकि सब कुछ उसी डायरेक्टरी संरचना में है इसलिए कुछ बेहतर करने के लिए हमारे पास दो स्तर की डायरेक्टरी हो सकती है इसलिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम स्तर पर शीर्ष स्तर पर दो स्तरीय डायरेक्टरी में हम एक उप डायरेक्टरी बनाते हैं तो उपयोगकर्ता 1 उपयोगकर्ता 2 उपयोगकर्ता 3 उपयोगकर्ता 4 इसलिए ये चार प्रविष्टियाँ मास्टर स्तर डायरेक्टरी या मास्टर फ़ाइल डायरेक्टरी में हैं और उपयोगकर्ता 1 के लिए उपयोगकर्ता फ़ाइल डायरेक्टरी में शायद यह चार फाइलें हैं जो कि वहां हैं यह उसी तरह दी गई है जहां उपयोगकर्ता 2 में दो फाइलें हैं अब आप देखते हैं कि यह a नाम कई स्थानों पर दोहरा रहा है इसलिए सभी उपयोगकर्ताओं को उनके पास एक फ़ाइल मिली है जिसका नाम a है लेकिन भौतिक रूप से सभी फाइलें अलग हैं इसलिए वे एक ही फ़ाइल नहीं हैं इसलिए एक बार जब आपके पास यह पदानुक्रमित संरचना होती है तो हम एक ही नाम रख सकते हैं अलग अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई अलग अलग फ़ाइलों के लिए एक ही नाम हो सकता है और हम एक विशेष फ़ाइल प्राप्त करने के लिए हम पथ नाम के बारे में बात कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस उपयोगकर्ता को 1 स्लैश a प्राप्त करने के लिए ताकि वास्तव में इस फ़ाइल को संदर्भित किया जाए इसी तरह उपयोगकर्ता 2 स्लैश a को दूसरी फ़ाइल के लिए संदर्भित करता है और इस तरह से इसलिए अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए एक ही फ़ाइल नाम हो सकता है खोज कुशल हो जाती है अगर एक बार पथ नाम शीर्ष से दे दिए जाते हैं उसके बाद आप केवल उन पथ के नाम से खोज सकते हैं और विशेष प्रविष्टि पर आ सकते हैं और फिर कोई समूहीकरण क्षमता नहीं है फिर से आप फ़ाइलों को उनके प्रकारों के अनुसार समूहित नहीं कर सकते हैं इसलिए यह संभव नहीं है लेकिन वैसे भी यह उस एकल स्तर पदानुक्रम की तुलना में बहुत बेहतर है आपके पास ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी भी हो सकती है इसलिए दो स्तर के बजाय मेरे पास कई स्तर हो सकते हैं और इसलिए किसी भी स्तर पर हमारे पास सरल फ़ाइल हो सकती है या हमारे पास एक उप डायरेक्टरी हो सकती है जैसे कि आप देखते हैं कि इस मामले में यह इस डायरेक्टरी के तहत तो हमें दो फाइलें stat और dist मिली हैं और एक और डायरेक्टरी मेल है तो इस मेल के तहत हमने कहा है कि इन चार प्रविष्टियों में से यह exp एक फाइल है इसलिए यह एक फाइल है और ये फिर से उप डायरेक्टरी हैं तो इस तरह मैं इस ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी हो सकता है तो कई स्तर हैं और ट्री स्ट्रक्चर में प्रत्येक प्रविष्टि पर यह एक और डायरेक्टरी हो सकती है या यह एक सरल फ़ाइल हो सकती है इसलिए दोनों संभव हैं तो इस तरह यह ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सबसे आम है जो हमारे पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है जो इस चीज को खोजने में हमारी मदद करती है इसलिए ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी खोज करने के लिए कुशल हैं हमें समूहीकरण क्षमता मिल गई है क्योंकि हम बस इतना कर सकते हैं कि हम सभी प्रोग्राम्स को इस प्रोग्राम उप डायरेक्टरी के तहत रख सकते हैं सभी प्रयोग जो हमने प्रयोग उप डायरेक्टरी के तहत रखे हैं तो जैसे कि हम उन्हें अलग उप डायरेक्टरी के तहत रख सकते हैं इसलिए हमें समूहीकरण क्षमता मिल गई है इसलिए हमें वर्तमान डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी अवधारणा मिल गई है इसलिए हम cd जैसी कमांड द्वारा वर्तमान डायरेक्टरी को बदल सकते हैं अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरी के परिवर्तन के लिए सीडी कमांड को स्वीकार करेंगे और हम उस लाइव डायरेक्टरी के लिए एक पथ निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं तो इस स्लैश स्पेल स्लैश मेल स्लैश प्रोग है यह मुझे इस मामले में प्रोग पर ले जाएगा इसलिए यह एक स्पेल मेल और फिर इस प्रोग को शुरू कर रहा है तो यह मुझे अब इस डायरेक्टरी में ले जा रहा है अगर मैं एक प्रकार की सूची बनाता हूं इसलिए यह सभी फाइलों को सूचीबद्ध करेगा इसलिए यह इस फ़ाइल सूची को टाइप करेगा तो यह फ़ाइल मुद्रित की जाएगी कंटेंट मुद्रित की जाएगी इसलिए टाइप सूची तो सूची फ़ाइल है इसलिए यह उस वर्तमान डायरेक्टरी में खोजा जाएगा जो हमारे पास है इसलिए हमारे पास अब्सोल्युट पथ और सापेक्ष पथ हो सकते हैं तो अब्सोल्युट पथ का अर्थ है कि आप इस तरह से फ़ाइल सिस्टम की शुरुआत से पूरे पथ को निर्दिष्ट कर रहे हैं तो यह एक अब्सोल्युट पथ है लेकिन यह मानते हुए कि वर्तमान में हम spell में हैं तो अगर हम कहते हैं कि हम बस cd लिखते हैं तो अगर हम बस cd मेल स्लैश प्रोग लिखते हैं इसलिए यह मानते हुए कि हम वर्तमान में स्पेल डायरेक्टरी में हैं इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब है कि शुरुआती स्लैश गायब है इसलिए इसका मतलब है वर्तमान डायरेक्टरी के संबंध में हम पथ के बारे में बात कर रहे हैं तो इस तरह हमें यह सापेक्ष मार्ग भी मिल गया है इसलिए हमारे पास अब्सोल्युट पथ हो सकता है फ़ाइल नाम निर्दिष्ट करने के लिए हमारे पास एक सापेक्ष पथ हो सकता है इसलिए एक नई फ़ाइल बनाने का कार्य वर्तमान डायरेक्टरी में किया जाता है और एक फ़ाइल को डिलीट कर दिया जाता है जोकि वर्तमान डायरेक्टरी से भी किया जाता है तो नाम या यूनिक्स यह कमांड rm है अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यह अलग होगा इसी तरह आप mkdir जैसी कमांड का उपयोग करके एक नई उप डायरेक्टरी बना सकते हैं ओके तो यह सटीक कमांड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भिन्न हो सकते हैं लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अब कभी कभी हम कुछ ग्राफ प्रकार की डायरेक्टरी का उपयोग करते हैं तो यह आवश्यक है क्योंकि कुछ फ़ाइल को कई डायरेक्टरी में साझा किया जाना है जैसे कि आप इस विशेष फ़ाइल को देखते हैं इसलिए इसे इस भाग के साथ साथ इस भाग से भी साझा किया जाता है इसलिए संगठन के बारे में एक बेहतर दृष्टिकोण होना आवश्यक है ताकि एक उपयोगकर्ता के रूप में जब आप स्पेल से आ रहे हैं तो आप देखें कि मुझे यह फ़ाइल गिनती के साथ साथ इस डायरेक्टरी के वर्ड्स और इस फ़ाइल की सूची भी मिल गई है दूसरी तरफ जब आप इस डायरेक्टरी में आ रहे हैं तो आप पाते हैं कि आपको यह फ़ाइल गिनती और फिर डायरेक्टरी मिल गई है और यहाँ से यह w और यहाँ से आने वाले शब्द भी उसी डायरेक्टरी को इंगित करते हैं तो परिणामस्वरूप आप इस स्थिति से इस पथ या इस पथ से आ सकते हैं तो यह वास्तव में फ़ाइल संगठन का एक बेहतर दृष्टिकोण देता है लेकिन निश्चित रूप से यह मुश्किल है क्योंकि यदि मान लें आप डिलीट कर रहे हैं अथवा मान लें कि आप इस समय इस मार्ग पर हैं और आप इस w को डिलीट कर रहे हैं इसलिए यदि आप इस w को डिलीट कर रहे हैं तो इस प्रविष्टि को नहीं डिलीट करना चाहिए केवल इस लिंक को डिलीट करना चाहिए ऐसा होना चाहिए इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हमारे पास साझा उप डायरेक्टरी और फ़ाइल हो सकती हैं जिससे एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी में साझा करना आसान हो जाता है लेकिन निश्चित रूप से हमें सावधान रहना होगा क्योंकि कुछ फाइलें कुछ अन्य फाइलें प्राप्त कर सकती हैं लिंक के डिलीट करने के बाद साझा की गई फ़ाइल को डिलीट नहीं करना चाहिए इसलिए फ़ाइलों या उप डायरेक्टरी में दो अलग अलग नाम या उपनाम हैं केवल एक वास्तविक फ़ाइल मौजूद है इसलिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन और हम साझा की गई फ़ाइलों और उप डायरेक्टरी को कैसे लागू करते हैं तुरंत दूसरे को दिखाई देता है हम साझा किए गए फ़ाइल या उप डायरेक्टरी में से प्रत्येक में इनोड इनफार्मेशन की नकल कर सकते हैं जो साझा संरचनाओं को इंगित करते हैं इसलिए हम इनोड संरचना की नकल कर सकते हैं यदि कुछ इनफार्मेशन फ़ाइल के बारे में बदलती है तो उसे कई स्थानों पर अपडेट करना पड़ता है इसलिए एक इनोड को कॉपी किया गया है इसलिए यदि किसी एक प्रोसेस में वे फ़ाइल को बदलते हैं तो उन सभी स्थानों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है एक नई डायरेक्टरी प्रविष्टि प्रकार है जो लिंक कहलाता है इसलिए यदि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स की तरह देखते हैं और सभी में आपको यह फाइल टाइप लिंक मिलेगा जो कि भौतिक रूप से फाइल नहीं है लेकिन यह वास्तव में वास्तविक फाइल का लिंक है कहते हैं अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ को भी यह सुविधा मिली है इसलिए हमें यह लिंक फ़ाइल मिल गई है इसलिए जब भी आप किसी फ़ाइल को हटा रहे हैं इसलिए यदि उस फ़ाइल में लिंक आ रहे हैं तो केवल लिंक को हटा दिया जाएगा वास्तविक फ़ाइल को नहीं तो इस तरह से यह उपयोगी है एक लिंक को अब्सोल्यूट या एक रिलेटिव पथ नाम के रूप में लागू किया जा सकता है तो यह है कि फ़ाइल के लिए अब्सोल्यूट और रिलेटिव पथ नाम की तरह ही है तो आप लिंक के लिए भी इन अब्सोल्यूट और रिलेटिव पथ नाम हो सकता है जब किसी फ़ाइल का संदर्भ दिया जाता है तो डायरेक्टरी खोजी जाती है यदि डायरेक्टरी इकाई को एक लिंक के रूप में चिह्नित किया जाता है तो लिंक इनफार्मेशन में वास्तविक फ़ाइल का नाम शामिल होता है उस वास्तविक फ़ाइल का पता लगाने के लिए हम उस पथ नाम का उपयोग करके लिंक को हल करते हैं इसलिए एक बार यह पता लगने के बाद कि यह एक लिंक है तो हम वास्तविक फ़ाइल नाम का पता लगाते हैं और फिर वास्तविक खोज फ़ाइल नाम से शुरू होती है तो डायरेक्टरी प्रविष्टि में उनके प्रारूप द्वारा लिंक आसानी से पहचाने जाते हैं इसलिए एक विशेष प्रकार के सिस्टम में टाइप नाम में कुछ विशेष अक्षर होते हैं जो प्रकार को अप्रत्यक्ष पॉइंटर के माध्यम से प्रभावी रूप से समर्थन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इस लिंक को अनदेखा करता है जब एसाइक्लिक संरचना को संरक्षित करने के लिए डायरेक्टरी ट्री को ट्रेस करता है इसलिए जब आप पूरे ट्री को ट्रेस कर रहे होते हैं और यदि आपको इस प्रकार के लिंक मिल गए हैं तो उन लिंक से बचा जाता है क्योंकि फिर वही चीज बार बार दोहराई जाएगी ताकि इन्हें पूरी फ़ाइल सिस्टम की सूची से बचा जा सके यदि आप किसी फ़ाइल को हटाना चाहते हैं जो इस डायरेक्टरी के अंतर्गत है इसलिए dict गणना यह फ़ाइल हटा दी गई है तो स्वाभाविक रूप से डैंगलिंग प्वाइंटर आएंगे इसलिए समाधान के लिए कुछ बैक प्वाइंटर होने चाहिए ताकि हम सभी पॉइंटर्स को हटा सकें वैरिएबल साइज रिकॉर्ड और यह डेज़ी चेन संगठन का उपयोग करके एक समस्या है कि तो यह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हम होल्ड काउंट सॉल्यूशन एंट्री कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा है जो हम मूल रूप से करने की कोशिश करते हैं वह यह है कि हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कितने प्वाइंटर हैं और जब वह गिनती शून्य हो जाती है केवल तब फ़ाइल वास्तव में हटा दी जाएगी अन्यथा क्या होगा यदि आप इस फ़ाइल को हटा देते हैं तो इस तरफ से इसे हटा दिया जाता है तो इस तरफ से यह पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाता है इसलिए यह एक समस्या है इसलिए यदि हमें पॉइंटर वापस मिल गया है ताकि हम सभी पॉइंटर को हटा सकें तो इसके अलावा अगर मुझे एक पॉइंटर ऐसा भी मिला है अगर मेरे पास फाइल के लिए भी एक पॉइंटर है तो इस फाइल को एक बार इस लिंक से डिलीट कर दिया जाए तो अगर हम इस बैक पॉइंटर पर जाकर यह पता लगा लें कि डुप्लिकेट एंट्री क्या हैं और उन डुप्लिकेट प्रविष्टियां को भी डिलीट कर दें तो यह एक समस्या है लेकिन स्वाभाविक रूप से यह आकार परिवर्तनशील हो जाता है तो इसका उपयोग डेज़ी चेनिंग संरचना के रूप में किया जा सकता है जो कि बाधित प्रसंस्करण के लिए है और इसमें जाना भी नहीं है क्योंकि यह बहुत जटिल होगा और हम कर सकते हैं हम सामान्य ग्राफ डायरेक्टरी संरचना है इस प्रकार हम चक्रीय संरचनाएं भी यहां पसंद कर सकते हैं इस मामले में आप देखते हैं कि यह avi इसलिए यह पुस्तक avi की ओर पॉइंट कर रही है और फिर यह avi बदले में avi बारी बारी से इस किताब की ओर पॉइंट कर रही है ताकि इस तरह से हमें एक चक्रीय संरचना मिलती है इसलिए यह सबसे सामान्य रूप है कि हम इसका अनुसरण करते हैं या नहीं इसलिए यह एक प्रश्न है इसलिए यह डायरेक्टरी संरचना के लिए सबसे सामान्य ग्राफ़ है इसलिए इसका पालन नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि हम इस एसाइक्लिक ग्राफ संरचना में जाते हैं और उस बिंदु पर रुक जाते हैं तो यह डायरेक्टरी संरचना यह एसाइक्लिक ग्राफ संरचना का उपयोग करता है केवल चक्रीय ग्राफ में नहीं जाता है तो हम कैसे गारंटी देते हैं कि कोई साइकिल नहीं हैं इसलिए हम फ़ाइल को केवल उप डायरेक्टरी नहीं लिंक की अनुमति दे सकते हैं ताकि इस पिछले मामले में एक संभावना हो तो इस से हम एक उप डायरेक्टरी की ओर इशारा कर रहे थे ताकि इस तरह से यह एक समस्या थी तो अगर वह अनुमति नहीं है तो एक साइकिल से बचा जा सकता है या हम कुछ गार्बेज कलेक्शन कर सकते हैं जो हटा दिया जाता है तो कुछ समय बाद हम सभी पॉइंटर को जांचते हैं कि वे सभी वैध हैं यदि कुछ वैध नहीं है तो हम उस पॉइंटर को हटा सकते हैं ताकि जिस तरह से हम कुछ गार्बेज कलेक्शन कर सकें और डायरेक्टरी संरचना को ठीक कर सकें जब भी कोई नया लिंक जोड़ा जाता है तो यह निर्धारित करने के लिए एक साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथ्म का उपयोग करें कि यह है या नहीं तो यह बहुत महंगा ऑपरेशन है जो मुझे कहना चाहिए लेकिन अगर आप वास्तव में इस सामान्य ग्राफ डायरेक्टरी संरचना की तलाश कर रहे हैं तो हमें इसे इस तरह करना होगा फिर सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ़ाइल ओनर या निर्माता को यह नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और किसके द्वारा तो ऐसा क्या किया जा सकता है यह रीड राइट एक्सेक्यूट जोड़ना डिलीट करना लिस्ट इत्यादि एक्सेस का प्रकार है इसलिए मैं फ़ाइल की सामग्री को रीड करना चाहता हूं हो सकता है कि मैं रीड करने के दौरान फ़ाइल को संशोधित करना चाहता हूं मैं किसी फ़ाइल को एक्सेक्यूट करना चाह सकता हूं मैं उस फ़ाइल के अंत में कुछ रीड करना चाहता हूं जो हुआ है हम फ़ाइल को हटाना चाहते हैं या मैं केवल विशेष रूप से डायरेक्टरी फ़ाइलों की कंटेंट को सूचीबद्ध करना चाहता हूँ हम उस की कंटेंट को सूचीबद्ध कर सकते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के एक्सेस हैं जो हमारे पास सामान्य फ़ाइलों और डायरेक्टरी फ़ाइलों दोनों पर विचार करने वाली फ़ाइल के लिए हैं अब किसी विशेष फ़ाइल या डायरेक्टरी के लिए इन एक्सेसों में से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को क्या एक्सेस दिए जाते हैं ताकि क्या किया जा सके और ये चीजें कौन कर सकता है तो ये दो बातें हैं जिनका हमें जवाब देना है इसलिए यदि आप इस एक्सेस को अलग अलग एक्सेस मोड समूहों में विभाजित करते हैं तो एक रीड राइट और एक्सेक्यूट करना है तो ये तीन अलग अलग मोड हैं जिनके द्वारा हम किसी फ़ाइल तक पहुंच सकते हैं विशेष रूप से यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपयोगकर्ताओं के तीन वर्ग हैं तो ये उपयोगकर्ता तीन समूहों में ग्रुप्स ओनर ग्रुप एंड पब्लिक में विभाजित हैं इसलिए ओनर वास्तव में जिसने फ़ाइल बनाई है और वह फ़ाइल का मालिक है और फिर जो लोग उस ओनर के करीबी हैं इसलिए वे एक डेवलपमेंट टीम हो सकते हैं और साथ ही वे एक ग्रुप बनाने में सक्षम हो सकते हैं और इसके अलावा अन्य सभी पब्लिक हैं इसलिए हम विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सेस अधिकार निर्धारित करना चाहते हैं इसलिए प्रत्येक फ़ाइल और उप डायरेक्टरी के साथ हम नौ सुरक्षा बिट्स तीन बिट्स समूह के लिए तीन बिट्स ओनर के लिए और पब्लिक के लिए तीन बिट्स रख सकते हैं इसलिए ओनर एक्सेस उन्हें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में RWX बिट्स कहा जाता है तो अगर यह तीन बिट्स के रूप में है तो ऑक्टल नंबर 7 तो ये बिट्स सभी 111 हैं इसलिए 6 ऑक्टल नंबर 110 है इसलिए ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि ओनर के लिए मैं सभी को रीड राइट एक्सेक्यूट परमिशन देता हूं इसलिए सभी बिट्स 1 हैं ऑक्टल नंबर 7 है इसलिए ग्रुप में मैं केवल रीड और राइट परमिशन देना चाहता हूं लेकिन कोई एक्सेक्यूट अनुमति नहीं देता हूं तो इस तरह से अनुमति 6 हो जाती है और पब्लिक के लिए मैं केवल एक्सेक्यूट अनुमति देना चाहता हूं न कि रीड राइट परमिशन इस तरह से यह 1 हो जाता है इसलिए मैं 7 ओनर को 6 ग्रुप को और 1 पब्लिक को देता हूं और इस तरह से मैं एक्सेस बिट्स सेट कर सकता हूं ग्रुप बनाने के लिए हम सिस्टम मैनेजर को नाम के संदर्भ में एक नया ग्रुप बनाने के लिए कह सकते हैं उदाहरण के लिए ग्रुप G और कुछ उपयोगकर्ताओं को ग्रुप में जोड़ें मान लीजिए हमारे पास दो उपयोगकर्ता जूडी और मार्क हैं और उन्हें ग्रुप G में जोड़ा जाता है मान लीजिए एक विशेष फ़ाइल गेम के लिए एक उपयुक्त एक्सेस को परिभाषित करता है इसलिए एक ग्रुप G को एक फ़ाइल में संलग्न करें इसलिए हम कमांड chgrp के द्वारा चुन सकते हैं तो यह है यह टिप्पणी सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ली गई है ग्रुप G गेम्स को बदलें इसलिए गेम फाइल के लिए यह एक ग्रुप आईडी है जिसे G में बदल दिया जाता है यह G इस फाइल का ग्रुप बन जाता है अब हम इस तरह से सुरक्षा बिट्स सेट कर सकते हैं इस chmod कमांड द्वारा तो chmod कमांड चेंज मोड है तो 761 तो 7 तो यह एक ऑक्टल नंबर है जैसा कि मैं समझा रहा था तो ओनर को रीड राइट और एक्सेक्यूट अनुमति है ग्रुप को केवल रीड और राइट की अनुमति मिली है और पब्लिक को केवल इस chmod कमांड के माध्यम से एक्सेक्यूट की अनुमति मिली है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं यदि आप एक डायरेक्टरी लिस्टिंग या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं तो वे इस तरह दिख सकते हैं तो पहले कुछ बिट्स वास्तव में सिस्टम के लोगों उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमतियों रीड राइट और एक्सेक्यूट अनुमति को दिखाते हैं तो पहला बिट जो यहां डैश के रूप में रखा गया है और कुछ अन्य प्रविष्टियों के लिए यह d आता है कि प्रविष्टि सामान्य फ़ाइल है या डायरेक्टरी है यदि बिट को d के रूप में दिखाया गया है इसका मतलब है यह एक लिस्ट डायरेक्टरी फ़ाइल है और यदि इसे डैश के रूप में दिखाया गया है इसका मतलब है कि यह एक साधारण फाइल है अब सभी प्रकार की फ़ाइल के लिए मैं रीड कर सकता हूं राइट अनुमति हो सकता है rw डैश इसलिए ओनर को केवल रीड करने की अनुमति मिली है इसलिए फ़ाइल एक्सेक्यूटेबल नहीं है क्योंकि आप यह समझ सकते हैं कि यह एक पोस्टस्क्रिप्ट फ़ाइल है डॉट पीएस में पोस्टस्क्रिप्ट फ़ाइल ताकि इसे एक्सेक्यूट नहीं किया जा सके इसलिए ग्रुप के लिए निष्पादन की अनुमति निर्धारित नहीं है फिर सिर्फ रीड राइट की अनुमति है और ऐसा ही पब्लिक के लिए भी है इसलिए यह केवल रीड है तो इसी तरह हमारे पास यह बात हो सकती है इसलिए डायरेक्टरी संरचना के लिए तो रीड राइट और एग्जीक्यूट अनुमति मिल सकता है तो यह मुझे डायरेक्टरी को भी सूचीबद्ध करने की अनुमति देगा इसलिए उदाहरण के लिए एक उप डायरेक्टरी है तो लिब एक सब डायरेक्टरी है जो ग्रुप pbg और ग्रुप फैकल्टी के स्वामित्व में है इस तरह से लिब एक ग्रुप के रूप में हो सकते हैं इसलिए हम इस डायरेक्टरी को उसी तरह सूचीबद्ध कर सकते हैं